तो यह विशेष व्याख्यान एक्चुएशन पर है इसलिए सेंसर की रीडिंग के आधार पर हमने पहले ही व्याख्यान में विभिन्न प्रकार के सेंसर देखे हैं और इन विभिन्न प्रकार के सेंसर की रीडिंग के आधार पर कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता हो सकती है और यह एक्चुएटर्स द्वारा कि जाती है ये एक्चुएटर्स मूल रूप से एक डिवाइस पर या किसी अन्य सिस्टम पर या पर्यावरण इत्यादि पर कुछ क्रियाएं करते हैं तो एक्चुएटर्स के विभिन्न उदाहरण हैं मैं आपको बहुत जल्द एक अलग प्रकार का एक्चुएटर दिखाने जा रहा हूं लेकिन इन एक्चुएटर्स में उनके पास काम करने वाले सिद्धांत इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिस्टम इत्यादि पर आधारित हो सकता है इसलिए वे मूल रूप से एक प्रकार के नियंत्रण व्यवहार का उपयोग करते हैं कुछ नियंत्रण संकेत भेजे जाते हैं तो यह है कि कैसे यह एक्चुएटर्स काम करते हैं हम इस विशेष व्याख्यान में इन एक्चुएटर्स के कामकाज के पीछे विभिन्न मैकेनिज्म से गुजरने वाले हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको इनमें से कुछ एक्चुएटर्स को दिखाना चाहता हूं जिनका उपयोग किया जा सकता है तो यहां एक नमूना एक्चुएटर का एक उदाहरण है जिसे रिले स्विच के रूप में जाना जाता है तो यह रिले स्विच यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जिसका उपयोग उदाहरण के लिए एसी और डीसी के बीच स्विच करने के लिए किया जा सकता है या विभिन्न अन्य काम किए जा सकते हैं तो सेंसर नेटवर्क सेंसर नोड्स वे आम तौर पर DC में काम करते हैं और सेंस्ड वैल्यू के आधार पर शायद आप अपने कमरे की लाइट बंद करना चाहते हैं या घर की लाइट बंद करना चाहते हैं या शायद कुछ और करना चाहते हैं और शायद सेंसर नेटवर्क द्वारा आग का पता लगाया जा सकता है तब शायद आप कुछ करना चाहे जैसे कि घर की बिजली बंद करना चाहेंगे तो यह विशेष स्विच AC पर संचालित होता है ठीक है यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच मूल रूप से एसी को बंद कर देगा जो आपके घर पर बिजली की आपूर्ति करता है यह इसे करने में मदद कर सकता है तो वह एसी है जो एसी पर संचालित होता है तो यह विशेष रूप से स्विच यह इसे करने में मदद कर सकता है तो यह एक उदाहरण है और इसे रिले के रूप में जाना जाता है एक और है जो सोलेनॉयड वाल्व है और यह मूल रूप से तरल के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है तो आपके पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है इसलिए हमारे पास एक इनपुट है हमारे पास एक आउटपुट और सोलनॉइड वाल्व है यदि हम इसे खोलते हैं तो हम यहां पर जो अंदर है वह देख सकते हैं तो आप जानते हैं कि पानी का प्रवाह हो सकता है और स्थितियों के आधार पर यह वाल्व या तो पानी को बाहर निकलने की अनुमति देने वाला है या यह बंद होने वाला है तो यह एक और एक्चुएटर है जैसे कि अलग अलग एक्चुएटर्स हैं जो IoT में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं इसलिए कुछ वास्तविक जीवन के एक्चुएटर्स को देखते हुए आइए हम एक्चुएटर्स के मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे पहले आइए हम कुछ बुनियादी बातों से गुजरते हैं तो एक एक्चुएटर एक मशीन या सिस्टम का एक कॉम्पोनेंट है जो सिस्टम के मैकेनिज्म को स्थानांतरित या नियंत्रित करता है इसलिए आमतौर पर ये एक्चुएटर कुछ नियंत्रण प्रणाली और इन नियंत्रण प्रणालियों पर आधारित होते हैं ये पर्यावरण पर कार्य करते हैं इसलिए एक एक्चुएटर को मूल रूप से किसी प्रकार के नियंत्रण संकेत और उनके कामकाज के लिए ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है इसलिए आमतौर पर मैंने कहा कि एक्चुएटर्स के लिए नियंत्रण संकेतों की आवश्यकता होती है इसलिए जब ये एक्चुएटर एक नियंत्रण संकेत प्राप्त करते हैं तो वे उस ऊर्जा को यांत्रिक गति में परिवर्तित करके प्रतिक्रिया देते हैं कुछ यंत्रवत् कुछ होता है यह केवल एक उदाहरण के लिए है इसलिए वे उस विद्युत संकेत कुछ नियंत्रण संकेत को यांत्रिक गति में परिवर्तित करते हैं और यह नियंत्रण प्रणाली सरल हो सकती है जो कुछ यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर आधारित हो सकती है या यह प्रिंटर ड्राइवर रोबोट नियंत्रण प्रणाली मानव या कोई अन्य इनपुट की तरह सॉफ्टवेयर आधारित हो सकती है तो हमारे पास तीन प्रकार हैं तीन प्रकार के एक्चुएटर्स एक ये विद्युत आधारित एक्चुएटर हैं हमारे पास यह दबाव आधारित एक्चुएटर हैं और हमारे पास ये मैकेनिकल आधारित एक्चुएटर हैं इनमें से प्रत्येक नियंत्रण संकेत भेजते हैं और इसके आधार पर एक्चुएशन का काम होता है तो हमारे पास हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स न्यूमैटिक एक्चुएटर्स इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स थर्मल एक्चुएटर्स मैग्नेटिक एक्चुएटर्स और मैकेनिकल एक्चुएटर्स हैं तो इन हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में एक सिलेंडर या द्रव मोटर होता है जो मैकेनिकल ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए हाइड्रोलिक पावर का उपयोग करता है यांत्रिक गति को लीनियर रोटरी या ऑस्किलेटरी मोशन में परिवर्तित किया जाता है तो मूल रूप से आप जानते हैं कि जब कुछ तरल पदार्थ गुजरता है तो आप जानते हैं कि कुछ मोशन लीनियर रोटरी या ऑस्किलेटरी मोशन में परिवर्तित हो जाता है और चूंकि तरल पदार्थ कंप्रेस करना लगभग असंभव है इसलिए अधिकांश हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स मूल रूप से काफी बल लगाते हैं तो यही कारण है कि आमतौर पर तरल आधारित एक्चुएटर्स का उपयोग किया जाता है जो आप जानते हैं तो इसी विशेष कारण से ये काफी लोकप्रिय भी हैं बाएं हाथ की तरफ हम एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर का एक उदाहरण देखते हैं जो तेल के उपयोग पर आधारित है तो इस विशेष सिलेंडर में तेल होगा और फिर जब आप उस पर दबाव डालते हैं तो यह एक आउटपुट देने जा रहा है जिसके आधार पर कुछ लीनियर मोशन या रोटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन या जो कुछ भी हो सकता है वह किया जा सकता है तो यहाँ दाहिने हाथ की तरफ हम यहाँ एक आकृति देखते हैं जो एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर पर एक्चुएटर को दिखाता है जो रेडियल इंजन पर आधारित है इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं यह काफी है यह एनीमेशन काफी है आपको पता है कि यह काफी व्याख्यात्मक है इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि और आप जानते हैं कि तरल अंदर चला जाता है और जब आप इन विभिन्न दिशाओं से अंदर जाने वाले तरल को सिंक्रोनाइज करते हैं तो क्या होता है की आप इस तरह एक रोटरी मोशन का अनुकरण कर सकते हैं तो यह मूल रूप से एक इंजन के कामकाज में मदद कर सकता है तो यह इस तरह से एक रोटरी मोशन दे सकता है तो वे हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स थे न्यूमैटिक एक्चुएटर न्यूमैटिक का मतलब हवा आधारित है एक न्यूमैटिक एक्चुएटर मूल रूप से वैक्यूम या कंप्रेस हवा द्वारा निर्मित ऊर्जा को उच्च दबाव में लीनियर या रोटरी मोशन में परिवर्तित करता है तो आप जानते हैं कि रैक और पिनियन एक्चुएटर आमतौर पर न्यूमैटिक एक्चुएटर होते हैं और इनका उपयोग पानी के पाइप के वाल्व नियंत्रण के लिए किया जाता है न्यूमैटिक एक्चुएटर मूल रूप से बहुत अधिक बल लगाते हैं और उदाहरण के लिए चालक द्वारा लागू किए गए दबाव में छोटे परिवर्तनों के लिए न्यूमैटिक ब्रेक बहुत रेस्पॉन्सिवहो सकते हैं तो ट्रक वगैरह की तरह अलग अलग चीजों में न्यूमैटिक ब्रेक काफी सामान्य है वे न्यूमैटिक ब्रेक का उपयोग करते हैं इसलिए कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक अधिक सामान्य है न्यूमैटिक ब्रेक ट्रकों में काफी आम है तो ये न्यूमैटिक ब्रेक इनका लाभ यह है कि वे छोटे परिवर्तनों के लिए बहुत रेस्पॉन्सिव हैं आप जानते हैं कि अगर ब्रेक को थोड़ा दबाया जाता है तो आप जानते हैं कि वे काफी तेजी से कार्य करते हैं यह इन न्यूमैटिक एक्चुएटर्स का एक फायदा है तो मूल रूप से क्या होता है दबाव जो ब्रेक पर लगाया जाता है जो बहुत तेजी से बल में परिवर्तित होता है तो यह इन न्यूमैटिक सेंसर के लाभों में से एक है इसलिए यहां एक न्यूमैटिक सेंसर का एक चित्र है जब आप यहां दबाव डालते हैं तो यह क्रैंकशाफ्ट या यह शाफ्ट आगे बढ़ेगा और यह एक न्यूमैटिक एक्चुएटर का एक उदाहरण है तो मूल रूप से यह एक चित्र है जो एक एयर पंप न्यूमेटिक एक्चुएटर की तरह काम कर रहा है और फिर हमने हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स देखें है हमने न्यूमेटिक एक्चुएटर्स भी देखें है फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स हैं एक इलेक्ट्रिक एक्चुएटर आमतौर पर एक मोटर द्वारा संचालित होता है जो विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल टॉर्क में परिवर्तित करता है तो इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग उपकरणों को एक्चुएट करने के लिए किया जाता है जैसे कि सोलेनॉयड वाल्व जो विद्युत संकेतों के जवाब में पाइपों में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और यही मैं आपको बाहर दिखा रहा था मैंने आपको एक्चुएटर्स में से एक दिखाया सोलेनॉयड वाल्व मैंने आपको दिखाया था और यह मूल रूप से इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर के सिद्धांत पर काम करता है तो बाईं ओर एक चित्र है जो मोटर ड्राइव आधारित रोटरी एक्चुएटर दिखा रहा है तो मूल रूप से आप जानते हैं कि क्या होता है की मूल रूप से यहां पर विद्युत संकेत इसे स्थानांतरित करने में मदद करेगा तो यह इस विशेष भाग की एक रोटरी मोशन देने जा रहा है तो यह एक मोटर ड्राइव आधारित रोटरी एक्चुएटर का एक उदाहरण है यहाँ इस विशेष एनीमेशन में जो आप देख रहे हैं वह एक इलेक्ट्रिक बेल की कार्य प्रक्रिया है एक इलेक्ट्रिक बेल सॉलोनॉयड आधारित एक्चुएटर का एक उदाहरण है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बार घंटी को दबाए जाने के बाद फिर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाती है और फिर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण घंटी बजती है और यही वह तरीका है जिसमें सोलनॉइड आधारित विद्युत घंटियाँ कार्य करती हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स के दो उदाहरण हैं फिर हमारे पास थर्मल या मैग्नेटिक एक्चुएटर्स हो सकते हैं इन पर थर्मल या मैग्नेटिक एनर्जी लगाकर काम किया जा सकता है और आमतौर पर बहुत कॉम्पैक्ट हल्के किफायती और उच्च शक्ति घनत्व वे होने के कारण बहुत लोकप्रिय हैं तो ये सक्रिय एक्चुएटर्स शेप मेमोरी मैटेरियल्स या शेप मेमोरी अलॉय SMAs का उपयोग करते हैं और वर्तमान में यह बहुत लोकप्रिय है तो यह है कि यह कैसे काम करता है तो यह SMA आधारित पीजो मोटर का एक उदाहरण है इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये अलग अलग चरण हैं जिनमें यह काम करता है तो ये दो मेटल स्ट्रिप्स हैं और जब आप जानते हैं कि जब ऊर्जा इसके माध्यम से पारित हो जाती है तो वे झुकते या मुड़ते हैं और जब वे झुकते हैं तो वे मूल रूप से इस लाल और सफेद स्ट्रिप्स को मैकेनिकली स्थानांतरित करते हैं तो यह मूल रूप से एक एक्चुएटर के रूप में कार्य करता है तो यह एक जॉइंट मेटल बार की तरह है इसलिए जब आप इस मेटल बार को गर्म करते हैं तो यह एक अलॉय बार होती है जिसमें दो मेटल स्ट्रिप्स होते हैं तो आप यह प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब आप इसे गर्म करते हैं तो यह झुकने जा रहा है और जब यह झुकता है तो यह इस विशेष बार को इस तरीके से स्थानांतरित करने वाला है इसलिए विभिन्न चरणों को यहाँ दिखाया गया है और यह काफी स्पष्ट है यह इन चरणों के लिए काफी व्याख्यात्मक है तो यह एक कॉइल गन का एक उदाहरण है जो मूल रूप से मैग्नेटिक एक्चुएशन के सिद्धांत पर काम करता है तो यह भी काफी व्याख्यात्मक है तो यह कॉइल गन हैं तो मूल रूप से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और फिर आप जानते हैं कि इसे फिर से धक्का दिया जाता है तो मूल रूप से आप हाइपर लूप के कामकाज को जानते हैं वर्तमान में लोग हाइपर लूप के बारे में बात कर रहे हैं ठीक इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि कि हाइपर लूप्स की कार्यप्रणाली भी इस विशेष सिद्धांत पर आधारित है फिर हमारे पास ये मैकेनिकल एक्चुएटर्स हैं जो मूल रूप से कुछ काम को निष्पादित करने के लिए रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में परिवर्तित करते हैं तो इनमें मूल रूप से शामिल है पिनियन गियर पिनियन रेल पुली चेन और अन्य उपकरण संचालित करने के लिए काम आते है तो रैक और पिनियन एक मैकेनिकल एक्चुएटर का एक उदाहरण है चित्र इसे दिखाता है और यह इससे काफी अधिक है तो जैसा कि यह चलता है मूल रूप से यह भी चलता है तो एक क्रैंकशाफ्ट एक मैकेनिकल एक्चुएटर का एक और उदाहरण है तो यह क्रैंकशाफ्ट कैसे काम करता दर्शाया गया है इसलिए जैसे जैसे यह चीज इस तरीके से आगे बढ़ती है इसलिए यह इसको एक मैकेनिकल मोशन एक रोटरी मोशन प्रदान करती है अलग अलग सॉफ्ट एक्चुएटर्स हैं जो वास्तव में पॉलिमर आधारित हैं और कृषि या बायोमेडिसिन में फलों की कटाई जैसी नाजुक वस्तुओं को संभालने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं मानव के आंतरिक अंगों को संभालते हैं और आमतौर पर इनका उपयोग रोबोटिक्स में किया जाता है तो यह सॉफ्ट एक्चुएटर्स भी काफी लोकप्रिय हैं ये मूल रूप से SMP से जाने जाते हैं शेप मेमोरी पॉलिमर जो वास्तव में पॉलिमर हैं और पॉलिमर का व्यवहार उत्तेजनाओं के आधार पर बदल जाएगा इन पॉलिमर के लिए उत्तेजना प्रकाश विद्युत संकेत चुंबकीय संकेत गर्मी PH वगैरह हैं उनके अलग अलग गुण हैं ये पॉलिमर इन भौतिक गुणों में भिन्नताओं के कारण अलग व्यवहार करते हैं फिर हमारे पास लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमर है ये पॉलिमर मूल रूप से प्रकाश उत्तेजनाओं के माध्यम से सक्रिय हो जाते हैं और ये काफी लोकप्रिय भी हैं इसलिए शुरुआत में हमने जो देखा है वह विभिन्न एक्चुएटर्स उनके एक्चुएशन सिद्धांत और उनके अलग अलग चित्र हैं हमने पहले ही कुछ वास्तविक एक्चुएटर्स देखे चुके हैं जिनका उपयोग IoT आधारित सिस्टम के निर्माण के लिए किया जा सकता है धन्यवाद